अभिवादन और TALG के मॉड्यूल 1 की इकाई 5 में आपका स्वागत है TALG जनरल प्रोग्राम्स में टीचिंग एंड लर्निंग है यूनिट 5 एक्रीडिटेशन के मुद्दे को संबोधित करने जा रहा है पिछली इकाई में हम समझ गए थे कि 1970 में आउटकम बेस्ड एजुकेशन को प्रस्तावित किया गया था और मुख्य रूप से इस बात की प्रतिक्रिया के लिए कि छात्रों को वास्तव में स्कूलों में क्या सीखा जा रहा है इस बारे में जानकारी प्राप्त करने के लिए कुछ प्रकार के उपकरणों की आवश्यकता है न कि उन्हें क्या सिखाया गया था लेकिन वे क्या सीख रहे थे इसलिए एक आउटकम बेस्ड एजुकेशन वह है जो छात्र को एक कार्यक्रम या एक कोर्स या एक निर्देशात्मक इकाई के अंत में करने में सक्षम होना चाहिए और हमने पहचान की कि के 3 स्तर हैं जो एक स्नातक सामान्य कार्यक्रमों के लिए सोच का विषय हैं अब इस इकाई में हम एक्रीडिटेशन की भूमिका को समझने का प्रयास करेंगे क्योंकि एक्रीडिटेशन आउटकम बेस्ड एजुकेशन को डिजाइन करने के मामले में भी प्रमुख भूमिका निभाते हैं NAAC सेल्फ स्टडी रिपोर्ट के मानदंडों को समझें NAAC की भूमिका क्या है CO PO और PSO के स्तर पर क्वालिटी लूप को बंद करने की केंद्रीयता को समझने की कोशिश करेंगे ये 3 आउटकम हैं जिन्हें हम संबोधित करने का प्रयास करेंगे सबसे पहले हमें यह समझने की जरूरत है कि एक्रीडिटेशन क्या है एक्रीडिटेशन एक गुणवत्ता आश्वासन योजना है गुणवत्ता मानकों को एक निर्दिष्ट एजेंसी के हितधारकों के दृष्टिकोण से निर्धारित किया जाता है क्योंकि किसी को यह समझना चाहिए कि जब मेरे पास कोई संस्थान चल रहा है और मैं कोशिश कर रहा हूं कि आप छात्रों को दाखिला दें और उन्हें प्रशिक्षित करें और फिर डिग्री प्रदान करें इसलिए देश की कुछ एजेंसी को यह देखना होगा कि क्या आप कुछ निश्चित मानकों का पालन कर रहे हैं या आप कुछ गुणवत्ता मानकों का पालन करने की कोशिश कर रहे हैं इसका मतलब है कि आप जो कर रहे हैं वह संतोषजनक है क्योंकि कार्यक्रम के स्नातक विभिन्न संगठनों के कर्मचारी बन रहे हैं इसलिए एक्रीडिटेशन गुणवत्ता मानकों को निर्धारित करती है और यह भी कि वे इस एजेंसी को समय की अवधि के दौरान गुणवत्ता मानकों को विकसित करते रहेंगे और इसे अंतर्राष्ट्रीय प्रथाओं के अनुकूल बनाएंगे तो क्या होता है हमारे कार्यक्रमों के स्नातक इसी तरह के कार्यक्रम दुनिया के स्नातकों के लिए तुलनीय हैं और जहां तक एक शिक्षक या छात्र का संस्थान के भीतर संबंध है गुणवत्ता मानक किसी संस्थान की सभी गतिविधियों की योजना और संचालन के लिए एक रूपरेखा प्रदान करते हैं यह टीचिंग और लर्निंग के संबंध में न केवल विशेष रूप से बल्कि संस्था के हर पहलू के साथ गुणवत्ता के मानक हैं जैसे आप लोगों को कैसे भर्ती कर रहे हैं या आप छात्रों को किस तरह से भर्ती कर रहे हैं आप किस प्रक्रिया का पालन कर रहे हैं क्या आप एक ऐसा कैंपस बनाए हुए हैं जो न केवल कक्षा में केवल शिक्षण और सीखने की देखभाल करता है बल्कि अन्य सभी पाठ्येतर और पाठ्येतर गतिविधियाँ कैसे यह संस्थान बाहर की दुनिया के साथ बातचीत कर रहा है और यह किस तरह की गतिविधि में सुधार करने का प्रस्ताव कर रहा है या स्नातक की अन्य विशेषताओं और बहुत कुछ इसलिए गुणवत्ता मानक वे न केवल टीचिंग और लर्निंग बल्कि संस्थान के हर पहलू को संबोधित करते हैं और अब हमें एक्रीडिटेशन के लिए क्यों जाना चाहिए एक्रीडिटेशन की तैयारी से लर्निंग की गुणवत्ता में निरंतर सुधार हो सकता है यह लगातार सुधार करने के लिए एक ढांचा भी प्रदान करता है और यह बेहतर प्लेसमेंट छात्रों की बेहतर गुणवत्ता बेहतर ब्रांड नाम समाज में बेहतर योगदान सभी प्रकार की एजेंसियों से धन की बेहतर संभावना बेहतर राजस्व सृजन और यहां तक कि एक कॉलेज के लिए नेतृत्व कर सकता है सारांश भाग लेने वाले सभी लोगों की एक बेहतर मानसिकता जो संकाय कर्मचारी प्रबंधन छात्र हर कोई है अब इस तरह हम संबंधों को चित्रित कर सकते हैं या किसी स्नातक संस्थान में क्या हो रहा है उदाहरण के लिए 12 वीं कक्षा के स्नातक इसके लिए इनपुट हैं स्नातक सामान्य कार्यक्रमों की पेशकश करने वाले संस्थान संस्थान में प्रबंधन संकाय और शैक्षणिक प्रक्रियाएं शामिल हैं और छात्र इनपुट हैं और इस की गतिविधियों को प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से विश्वविद्यालय राज्य सरकार UGC NAAC और कुछ हद तक माता पिता नियोक्ता और प्रौद्योगिकी द्वारा नियंत्रित किया जाता है और सभी एक साथ सभी अन्य लोगों के प्रभाव में संस्थान जिसे आप अभिनेता और हितधारक कहते हैं सामान्य कार्यक्रमों के स्नातक का उत्पादन करते हैं अनिवार्य रूप से सामान्य कार्यक्रमों के स्नातक कौन होते हैं जो परीक्षाओं और इन स्नातकों को पास करते हैं वे क्या करते हैं वे एक प्लेसमेंट की तलाश करते हैं या वे उच्च शिक्षा के लिए जाते हैं या वे कुछ प्रतियोगी परीक्षाओं को लिख सकते हैं और वे एक छोटी संख्या में उद्यमी बन सकते हैं या बस एक तरह की उद्यमिता में उतरो जिसका उस तरह के विशेषज्ञता से कोई लेना देना नहीं है जिससे वह गुजरा है अब इनमें से किसी भी गतिविधि की मांग सामाजिक कारकों बाजार कारकों और आर्थिक कारकों पर निर्भर करेगी जो संस्थान के नियंत्रण में आवश्यक नहीं हैं इसलिए एक संस्थान इन आउटपुट की गारंटी नहीं दे सकता है वे प्लेसमेंट की गारंटी नहीं दे सकते हैं जिनमें से अधिकांश उच्च शिक्षा पर जाने की उम्मीद करते हैं क्योंकि ये सभी कारक तय करेंगे कि स्नातक वास्तव में कहाँ जाते हैं अब यह 2017 के पूर्व में सामान्य कार्यक्रम ऐसे हो रहे थे अब 2017 से पहले की एक्रीडिटेशन इनपुट प्रक्रियाओं और आउटपुट पर केंद्रित थी क्या आप सही प्रकार के छात्र हैं कितनी सीटें भरी जा रही हैं और इसी तरह क्या कक्षाएं संचालित हो रही हैं ये सभी प्रक्रिया हैं और सभी प्रक्रियाएं हो रही हैं या नहीं और फिर आपने जो आउटपुट देखे हैं वे प्लेसमेंट से संबंधित हैं उच्च शिक्षा के लिए जाने वाले स्नातकों की संख्या और उद्यमियों की संख्या जैसा कि हमने कहा कि आउटपुट को जरूरी नहीं कि छात्रों ने जो सीखा है उसे मापें नेशनल एसेसमेंट एंड एक्रीडिटेशन काउंसिल 1994 में UGC की एक स्वायत्त संस्था के रूप में स्थापित की गई थी अब भी यह ऐसा है कि यह सीधे UGC के अंतर्गत आता है लेकिन NAAC ने जुलाई 2017 से प्रभावी और मूल्यांकन ढांचे को संशोधित किया और यह एक स्पष्ट प्रतिमान बदलाव का प्रतिनिधित्व करता है जो इसे ICT सक्षम बनाता है इसका मतलब है पूरी NAAC एक्रीडिटेशन प्रक्रिया ICT सक्षम है फिर इसे जितना संभव हो उतना उद्देश्यपूर्ण बनाया गया है और यह पारदर्शी है और यह मापनीय है और यह मजबूत है इसलिए 2017 में एक्रीडिटेशन ढांचे को डिजाइन करने के लिए सभी कारकों पर ध्यान दिया गया अब 2017 के बाद के सामान्य कार्यक्रम वे कैसे दिखते हैं चिह्नित एक के अतिरिक्त उनमें से बाकी समान हैं लेकिन अब हम कहते हैं कि संस्थान को कुछ परिभाषित क्षमताओं के साथ स्नातक का उत्पादन करना चाहिए इन परिभाषित क्षमताओं को PO PSO और CO के रूप में व्यक्त किया जाता है जो प्रमुख अंतर है इसका मतलब है मैं उत्पादन कर रहा हूं मैं दुनिया को बता रहा हूं कि मैं उन स्नातकों का उत्पादन कर रहा हूं जिन्होंने प्राप्त किया है जरूरी नहीं कि 100 प्रतिशत अच्छी तरह से परिभाषित PO PSO और CO प्राप्त करे 2017 से पहले और 2017 के बाद के कार्यक्रमों के बीच प्रमुख अंतर है अब NAAC एक्रीडिटेशन पोस्ट 2017 जैसा कि हमने कहा कि फोकस इनपुट्स प्रक्रियाओं पर भी है लेकिन आउटकम और उनकी प्राप्ति और आउटपुट फोकस है अब दोहराने के लिए आउटकम दर्शाते हैं कि स्नातक स्तर पर छात्रों को कौन से ज्ञान कौशल और दृष्टिकोण प्रदर्शित करने में सक्षम होंगे हम यह नहीं कहते कि उन्होंने क्या अध्ययन किया है उन्होंने किस तरह के विषय या पाठ्यक्रम किए हैं हम उस भाषा में बात नहीं करते हैं जो विशिष्ट ज्ञान कौशल और दृष्टिकोण हैं जो उन्होंने स्नातक स्तर पर हासिल किए हैं और आउटकम की पहचान कार्यक्रम स्तर और विश्वविद्यालयों के संस्थान और विभागों द्वारा पाठ्यक्रम स्तर पर की जाती है यह निर्भर करता है कि आप किस तरह के संस्थान हैं और वर्तमान में देखेंगे NAAC 3 प्रकार के संस्थानों विश्वविद्यालय स्वायत्त कॉलेज और संबद्ध कॉलेज को मान्यता देता है उन्होंने संस्थानों को इस 3 में वर्गीकृत किया है और उनमें से हर एक से उम्मीदें कुछ अलग हैं और संस्थान आउटकम की प्राप्ति की गणना के परिणामों का उपयोग करता है ताकि आउटकम की प्राप्ति के स्तर में लगातार सुधार हो सके तो आप कुछ मापते हैं और उसके आधार पर आप इसे और बेहतर बनाने की योजना बनाते हैं अब NAAC की मूल्यांकन प्रक्रिया को समझते हैं क्वालिटी इंडिकेटर फ्रेमवर्क के आधार पर जो तीन मुख्य घटक हैं उनमें से एक है सेल्फ स्टडी रिपोर्ट SSR और स्टूडेंट सेटिस्फेक्शन सर्वे यह आम तौर पर थर्ड पार्टी द्वारा किया जाता है और पीयर टीम रिपोर्ट इसका मतलब है कि संस्थान एक विशेष संरचना में सेल्फ स्टडी रिपोर्ट प्रस्तुत करता है जो पहले से ही NAAC द्वारा पूर्व निर्धारित है जिसे आप सभी विवरणों में भरते हैं और इसे इलेक्ट्रॉनिक रूप से NAAC को प्रस्तुत किया जाता है और फिर उसके बाद क्या होता है कि NAAC एक पीयर टीम नियुक्त करेगा इसका मतलब है कि अन्य संस्थानों से चुने गए कुछ संकाय वह टीम आएगी और संस्थान का दौरा करेगी और एक रिपोर्ट देगी और फिर एक तीसरा पक्ष ऑनलाइन स्टूडेंट सेटिस्फेक्शन सर्वे करेगा और इस सभी तीनों के परिणाम एक सॉफ्टवेयर टूल द्वारा एक बार फिर से एकीकृत किए गए हैं और यह एक नंबर का उत्पादन करेगा और हम देखते हैं कि विभिन्न संस्थानों को अलग अलग ग्रेड दिए गए हैं क्वालिटी इंडिकेटर फ्रेमवर्क में सात मानदंड करिकुलर एस्पेक्ट टीचिंग लर्निंग एंड इवैल्यूएशन रिसर्च इनोवेशन एंड एक्सटेंशन इन्फ्राट्रक्चर एंड लर्निंग रिसोर्सेस स्टूडेंट सपोर्ट एंड प्रोग्रेसइन गवर्नेंस लीडरशिप एंड मैनेजमेंट governance leadership and management एंड इंस्टीट्यूशनल वैल्यू एंड बेस्ट प्रैक्टिसेज हैं और ये सात मानदंड हैं जिनके तहत प्रत्येक कसौटी पर हमारे कुछ प्रमुख संकेतक हैं वे सभी मानदंडों के पार संख्या में समान नहीं हैं लेकिन प्रमुख संकेतक हैं और एक बार फिर प्रत्येक प्रमुख संकेतक को मैट्रिक्स के रूप में आगे चित्रित किया गया है इसका मतलब है आप उन्हें उप प्रमुख संकेतक कह सकते हैं लेकिन उन्हें मैट्रिक्स कहा जाता है अब असेसमेंट समरी आप देखें तो सात मानदंड दिखाए जाते हैं और फिर U है यूनिवर्सिटी AUऑटोनॉमस कॉलेज है और Aff एफिलिएटेड कॉलेज है एफिलिएटेड और ऑटोनॉमस कॉलेज के बीच काफी अंतर होने का कारण यह है कि एफिलिएटेड कॉलेज वे कई स्वतंत्र निर्णय नहीं ले सकते हैं उनका फैसला विश्वविद्यालय द्वारा किया जाता है तो यही कारण है कि वेटेज को इसी प्रकार समायोजित किया जाता है उदाहरण के लिए पाठ्यक्रम को डिजाइन करने वाले करिकुलर एस्पेक्ट्स पर विश्वविद्यालय और एक स्वायत्त कॉलेज की जिम्मेदारी होती है लेकिन संबद्ध संस्थान की नहीं लेकिन उस हद तक संबद्ध कॉलेज को दिया जाने वाला वेटेज कुछ हद तक कम हो जाता है यह केवल 100 अंक है जबकि अन्य दो के लिए 150 अंक टीचिंग लर्निंग और इवैल्यूएशन जहां संबद्ध कॉलेज की अधिकतम भूमिका है और यही कारण है कि 350 अंक दिए जाते हैं जबकि स्वायत्त और विश्वविद्यालय के लिए कम अंक दिए जाते हैं रिसर्च और इनोवेशन और एक्सटेंशन पर आते हैं और विश्वविद्यालय की बहुत अधिक जिम्मेदारी है यही कारण है कि 250 और स्वायत्त कॉलेज 150 दिए गए हैं और संबद्ध कॉलेज को दिए गए अंकों की संख्या 120 है एक संबद्ध कॉलेज में संस्थान की प्रकृति के कारण शिक्षकों के पास किसी भी तरह के रिसर्च और इनोवेशन और एक्सटेंशन के लिए कम समय होने की संभावना है लेकिन यह 0 नहीं है इसका मतलब है संबद्ध कॉलेज केवल एक स्थिति नहीं ले सकता है कि मेरी भूमिका केवल सिखाने के लिए है उन्हें कुछ मात्रा में रिसर्च और इनोवेशन और एक्सटेंशन में शामिल होना है जो भी वे करते हैं अन्यथा 1000 में से आवंटित 120 अंक दांव पर हैं दूसरों के रूप में आप मुख्य रूप से लगभग देख सकते हैं कि उनके पास मामूली अंतर को छोड़कर समान अंक हैं इंफ्रास्ट्रक्चर एंड लर्निंग रिसोर्सेस हर किसी के पास उपयुक्त होना चाहिए स्टूडेंट सपोर्ट एंड प्रोग्रेशन संबद्धता के लिए कुछ और अंक गवर्नेंस लीडरशिप एंड मैनेजमेंट जब तक सभी प्रमुख संकेतकों को प्राप्त नहीं किया जाता है तब तक आप उस 100 में से अंक खो देते हैं इंस्टीट्यूशनल वैल्यू एंड बेस्ट प्रैक्टिसेज यह बहुत ही दिलचस्प बात है जो उदाहरण के लिए कई गतिविधियों को करके शामिल किया गया था यदि आप इस के विवरण में आते हैं तो आप पाएंगे कि वहां कई चीजें हैं जो एक संस्था के रूप में की जा सकती हैं इसलिए उसके लिए 100 अंक हैं एक्रीडिटेशन जिस तरह से की जाती है उसके 1000 अंक होते हैं जिसमें से पहचाने जाते हैं उन्हें 7 मानदंडों में विभाजित किया जाता है और इस पर निर्भर करता है कि आप इस 1000 में से पहली चीज से बाहर निकले हैं या आप मान्यता प्राप्त हैं या नहीं यदि आप मान्यता प्राप्त हैं तो वे ABC की तरह कुछ ग्रेड देंगे कि यह ऐसे किया जाता है लेकिन अब आखिरकार यह कैसे प्राप्त किया जाता है फिर से मुख्य संकेतक और मैट्रिक्स को इस तरह विभाजित किया गया है मुख्य संकेतक विश्वविद्यालय के लिए हैं 34 हैं स्वायत्त भी 34 हैं लेकिन संबद्ध कॉलेज हैं जिन्हें आप विश्वविद्यालय के घटक कॉलेज भी कहते हैं यह भी 32 है क्वालिटेटिव मीट्रिक फिर से मेट्रिक्स दो प्रकार के होते हैं एक तो क्वालिटेटिव होता है कुछ रिपोर्ट में किसी को उस दस्तावेज़ को पढ़ने के बाद लिखा जाता है कि वे यह तय करेंगे कि उस विशेष मीट्रिक के खिलाफ कितने अंक दे सकते हैं इसलिए क्वालिटेटिव मीट्रिक 38 38 और 41 हैं जबकि क्वानटेटिव मैट्रिक्स जैसा कि आप देख सकते हैं कि वे विश्वविद्यालय में 99 के लिए प्रमुख हैं स्वायत्त के लिए 98 संबद्ध कॉलेज के लिए 80 और इसलिए मैट्रिक्स की कुल संख्या भी है वे भी भिन्न हैं और जैसा कि आप देख सकते हैं कि अधिकतम वेटेज क्वानटेटिव मैट्रिक्स को दिया गया है इसका मतलब है यह डेटा आधारित है एक बार जब आप डेटा की आपूर्ति करते हैं तो आपके संस्थान में क्या हो रहा है एक सॉफ्टवेयर टूल है जो यह तय करता है कि इसे देने के लिए कितने अंक हैं यह बिल्कुल सीधा है तो ग्रेड शीट कैसे किया जाता है आपके पास 7 मानदंड हैं सिस्टम जनरेट स्कोर जैसा कि आप इसे क्वांटिटेटिव मेट्रिक्स के आधार पर कहते हैं एक बार जब आप जमा करते हैं तो सॉफ्टवेयर बस गणना करता है और आपको एक स्कोर देता है और फिर उस स्कोर को पियर कमेटी को नहीं पता होता है जो संस्थान का दौरा करता है और फिर पियर स्कोर का मतलब है कि वह कमेटी जो संस्थान का दौरा करता है और लोगों से बात करने का निरीक्षण करता है और इसी तरह वे क्वालिटेटिव मेट्रिक्स होते हैं जिसके खिलाफ वे अंक देंगे इंस्टीट्यूशनल संस्थागत ग्रेड शीट क्वालिटेटिव मीट्रिक क्वांटिटेटिव मैट्रिक्स और स्टूडेंट सेटिस्फेक्शन सर्वे पर आधारित है अब यदि आप मोटे तौर पर देखते हैं 70 प्रतिशत अंक क्वांटिटेटिव मैट्रिक्स लिए तो 1000 में से 700 अंक क्वांटिटेटिव मैट्रिक्स के अनुसार चलते हैं लगभग 27 प्रतिशत अंक पीयर कमेटी द्वारा तय किए जाते हैं और यह इस पर आधारित है कि वे यात्रा के बाद उत्पन्न करते हैं और तीन शेष 3 प्रतिशत स्कोर स्टूडेंट सेटिस्फेक्शन सर्वे पर आधारित है जो ऑनलाइन आयोजित किया जाता है इसलिए जैसा कि आप देख सकते हैं कि 73 प्रतिशत अंक किसी न किसी तरह डेटा के आधार पर तय किए जाते हैं अब ये प्रतिबद्धताएं हैं जब आप अपने मामलों को कर रहे हैं और मान्यता प्राप्त करने की कोशिश कर रहे हैं संस्थान को पहली बार NAAC द्वारा मान्यता प्राप्त होने के बाद जिसे आप IQAC इंटरनल क्वालिटी एश्योरेंस सेल कहते हैं की भूमिका गुणवत्ता आश्वासन और अकादमिक और प्रशासनिक ऑडिट के लिए केंद्रीय हो जाती है इसका मतलब है वे न केवल नियमित रूप से अकादमिक और प्रशासनिक ऑडिट करते हैं बल्कि किसी भी समय विश्वविद्यालय या UGC या NAAC वे चाहते हैं कि किसी प्रकार की जानकारी प्रदान की जाए या तो मान्यता के लिए या किसी अन्य प्रकार की चीज़ के लिए यह IQAC है जो संस्थान और UGC और NAAC के बीच इंटरफेस को स्थापित करता है इसलिए जब आप यह करने की कोशिश कर रहे हैं कि सभी विभागों और सभी संकायों को सहयोग करना है या इस क्वालिटी एश्योरेंस सेल का हिस्सा बनना है और एक सामान्य प्रारूप में आवश्यक जानकारी की आपूर्ति करने की कोशिश करते हैं बाहरी एजेंसी की आवश्यकता के आधार पर IQAC द्वारा आम तौर पर मांगी जाने वाली जानकारी का प्रारूप दिया जाता है और IQAC की कार्यप्रणाली भी NAAC द्वारा निर्दिष्ट की जाती है इसका मतलब है IQAC को एक विशेष तरीके से कार्य करना चाहिए ऐसी कोई समिति होनी चाहिए जो मामलों की देखरेख करे और समय समय पर आप समिति को बदलते रहें उन्हें कुछ दस्तावेज बनाए रखने पड़ते हैं और हर साल उन्हें NAAC को एक रिपोर्ट सौंपनी होती है इसलिए IQAC को NAAC के विनिर्देशों के अनुसार कार्य करना चाहिए और अंततः सभी संकायों को इसके माध्यम से संचालित करने के लिए मिलेगा और संस्था को सर्वोत्तम प्रथाओं की पहचान सतत प्रसार अपनाना चाहिए ये सर्वोत्तम प्रथाएं क्या हैं हमें कहना है कि कुछ शिक्षक शिक्षण के कुछ तरीके के साथ प्रयोग किया है और पाया यह बहुत उपयोगी हैI छात्र बेहतर सीखा है या बेहतर भाग लिया है इसलिए जो भी गतिविधि एक शिक्षक ने प्रयोग की है और पाया है कि यह बेहतर सीखने का कारण है कि इस तरह की चीज़ों को प्रलेखित किया जाना चाहिए माप कैसे किया गया है और वास्तव में सीखने में सुधार हुआ है एक बार जब यह स्थापित हो जाता है कि सबसे अच्छा अभ्यास IQAC द्वारा एकत्र किया जाना है उदाहरण के लिए और इसे न केवल संस्थान के सभी संकायों के लिए उपलब्ध कराया जाना चाहिए बल्कि आम तौर पर विश्वविद्यालय और इसके बाहर दुनिया को वेबसाइट के माध्यम से उपलब्ध कराया जाना चाहिए और एक और भूमिका जो उन्हें संस्थान को निभानी होती है उसे यह सुनिश्चित करना चाहिए कि यह छात्र ऑनलाइन स्टूडेंट सेटिस्फेक्शन सर्वे का जवाब दे आम तौर पर यह स्टूडेंट सेटिस्फेक्शन सर्वे अंतिम वर्ष के छात्रों के साथ संस्थान और आपके संस्थान की इन एलुमिनी को छोड़ने से पहले किया जाता है तो आप उन पर नज़र रखते हैं आप उनकी ईमेल आईडी पर नज़र रखते हैं और जब भी इस तरह का एक सर्वेक्षण आयोजित किया जाता है तो एजेंसी को संस्थान और अंतिम वर्ष के छात्रों की एलुमिनी से संपर्क करने में सक्षम होना चाहिए तो फिर यह व्यापक हो जाता है यह मुख्य रूप से स्टूडेंट सेटिस्फेक्शन सर्वे के लिए है अब NAAC की क्या आवश्यकता है NAAC के लिए आवश्यक है कि उच्च शिक्षा संस्थानों के सभी कार्यक्रम उनके प्रोग्राम आउटकम की पहचान करें प्रोग्राम स्पेसिफिक आउटकम्स और कोर्स आउटकम्स के संदर्भ में सभी पाठ्यक्रमों को परिभाषित किया जाए और संस्थान को CO PO और PSO की प्राप्ति का प्रदर्शन करना चाहिए इसलिए आउटकम बेस्ड एजुकेशन मॉड्यूल पर आते हैं तो अब हमारी आवश्यकता इसलिए है क्योंकि NAAC के लिए आवश्यक है कि आप अपने PO और PSO और CO को पहचानें और उनकी प्राप्ति को भी प्रदर्शित करें जो कि हम बाकी इकाइयों में करेंगे अब जैसा कि मैंने कहा कि क्वालिटी लूप को बंद करने के लिए एक मौलिक मुद्दा है जो एक्रीडिटेशन पर जोर देने का उद्देश्य है एक्रीडिटेशन के लिए आवश्यक कई प्रक्रियाओं के लिए क्लोजिंग लूप " का चरण होना चाहिए यह लूप क्या है इसे हम डेमिंग क्वालिटी साइकिल Demings Quality Cycle कहते हैं डेमिंग क्वालिटी साइकिल Demings Quality Cycle उद्योगों और प्रस्तुतियों के संबंध में आया है तो यहाँ आप प्लान करते हैं आप कुछ ऐसा प्लान करते हैं जिसे आप कुछ प्राप्त करना चाहते हैं और फिर वास्तव में करते हैं और फिर जाँचते हैं कि क्या मैंने कुछ प्राप्त किया है और फिर जो मैंने प्राप्त किया है उसकी जाँच के आधार पर मैं फिर से कार्य करूँगा तो यह क्वालिटी साइकिल है आइए हम देखें कि हम इसमें क्या करते हैं हम गतिविधि की योजना बनाते हैं यह प्रदर्शन को मापता है जो जाँच कर रहा है और अंत में जो योजना बनाई गई थी उसके आधार पर और जो वास्तव में प्राप्त किया गया था वह क्वालिटी साइकिल के अगले दौर की शुरुआत करते हुए उचित कार्रवाई शुरू करता है इसका मतलब यह है कि यहां योजना का मतलब यह होगा कि मैं क्या आउटकम्स प्राप्त करने की कोशिश कर रहा हूं क्या आउटकम्स प्राप्त किया जाना चाहिए वह यह है कि आउटकम्स लिखना योजना है और मैंने एक लक्ष्य भी निर्धारित किया है इसका मतलब है कि मुझे यह लक्ष्य हासिल करने में सक्षम होना चाहिए और फिर वास्तव में आप अपना असेसमेंट और इवैल्यूएशन करते हैं और वह सब जो कर रहे हैं फिर आप अपने छात्रों के प्रदर्शन को मापते हैं और फिर जाँचते हैं कि आप लक्ष्य से कितने दूर हैं लक्ष्य की प्राप्ति अंतर के आधार पर आप योजना बनाते हैं कि आगे क्या करना है और अंतराल को बंद करने या लक्ष्य में सुधार या वृद्धि के लिए कार्रवाई शुरू करें इसका मतलब है कि यदि एसेसमेंट नियोजित लक्ष्य से पीछे है तो हमें इसके कारणों का और विश्लेषण करने की आवश्यकता है और अगले दौर के लिए उपयुक्त सुधारात्मक कार्यों की योजना बनाएं एक शिक्षक जब वह कक्षा में पढ़ाता है तो यह स्पष्ट रूप से जानता होगा कि छात्रों को यह कहाँ मुश्किल लग रहा है जहाँ पर्याप्त समय नहीं दिया जाता है या हल करने के लिए अधिक समस्याएँ नहीं होती हैं यह सब उस शिक्षक की प्रक्रिया के दौरान समझ में आएगा और तब आप योजना बना सकते हैं अगले दौर में क्या सुधार किया जाना है यदि उपलब्धि आपके द्वारा उठाए गए लक्ष्य से अधिक है तो आप लक्ष्य बढ़ाते हैं और फिर हमें नए लक्ष्य स्तर को प्राप्त करने के लिए योजना बनाने की आवश्यकता होती है तो यह है कि क्वालिटी साइकिल कैसे चलेगा और यह भी जाहिर है निरंतर सुधार आगे बढ़ेगा निरंतर सुधार NAAC द्वारा निर्दिष्ट लक्ष्यों में से एक है इसका मतलब है प्रत्येक संस्थान को निरंतर सुधार के लिए प्रयास करना चाहिए आप स्थिर नहीं रह सकते हैं जो भी आप कर रहे हैं वह अगले वर्ष बेहतर करने में सक्षम होना चाहिए तो आपको लगातार आउटकम्स की प्राप्ति में सुधार करना चाहिए लेकिन जैसा कि हम सभी जानते हैं कि सीखने की गुणवत्ता छात्रों द्वारा प्रस्तुत संदर्भ पर बहुत निर्भर करेगी छात्र एक ही वर्ष नहीं हैं शिक्षक भी आते हैं और जाते हैं और सिस्टम द्वारा निर्धारित प्रक्रियाएं भी बदल जाएंगी प्रबंधन प्रौद्योगिकी पाठ्यक्रम और बुनियादी ढांचा सभी एक भूमिका निभाते हैं इसलिए कुछ भी स्थिर नहीं है इसलिए आपको यह सुनिश्चित करने के लिए लगातार खुद को समायोजित करना होगा कि सीखने की गुणवत्ता नीचे जाने के बजाय लगातार सुधार कर रही है और क्वालिटी लूप को बंद करने की इस प्रक्रिया से गुजरने से यह विभागों को कुछ विशिष्ट कार्यों पर ध्यान केंद्रित करने में सक्षम बनाता है जिससे वृद्धिशील सुधार हो सके आप अस्पष्ट रूप से यह नहीं कह सकते कि इस वर्ष छात्र बहुत अच्छे नहीं हैं हमें उन उपकरणों को बदलने की आवश्यकता है जो उपलब्ध हैं और इसी तरह आप अस्पष्ट रूप से यह नहीं कह सकते हैं कि आपको इस पाठ्यक्रम के संबंध में बहुत विशिष्ट होना चाहिए ये अतिरिक्त प्रयोग हैं मुझे प्रयोगशाला में जोड़ना होगा या यह वह तरीका है जो ये अतिरिक्त प्रस्तुतियाँ हैं जिन्हें विशेषज्ञों द्वारा किए जाने की आवश्यकता है और इसी तरह इसे विशिष्ट कार्यों के लिए नेतृत्व करना होगा जो निरंतर सुधार का मूल है इसलिए अधिगम की गुणवत्ता में निरंतर सुधार वर्तमान NAAC एक्रीडिटेशन के सार की विशेषता है जिसे याद किया जाना चाहिए और सभी संकाय चाहे वे नए नए प्रवेश हों या बहुत वरिष्ठ संकाय हों उनमें से सभी को इस सतत सुधार प्रक्रिया का हिस्सा होना होगा अब हम आपसे अनुरोध करते हैं कि इस अभ्यास को करने के लिए जो प्रस्तुत किया गया है उसके साथ संलग्न करने के लिए अधिक है और ऐसा करने से बहुत सी चीजें आंतरिक हो जाएंगी तो इन सवालों के जवाब देने की कोशिश करें कि आउटपुट और आउटकम्स के बीच अंतर क्या हैं एक्रीडिटेशन से किसका भला होता है और कैसे अधिकतम 250 शब्द लिखें आपके विचार में एक्रीडिटेशन के फायदे और नुकसान क्या हैं उदाहरण के लिए कोई कह सकता है कि नुकसान है संकाय का काम भार काफी बढ़ जाएगा इन सभी रिपोर्टों को बनाते हुए एक कह सकता है कि यह एक नुकसान है आपके द्वारा पढ़ाए गए पाठ्यक्रम से संबंधित विशिष्ट कारकों पर सीखने की गुणवत्ता की निर्भरता के आरेख के लिए अपना स्वयं का दृष्टिकोण प्रस्तुत करें ऐसा पाठ्यक्रम लें जिसमें विषय की अपनी विशिष्ट विशेषताएं हों और फिर आपके पास कुछ संदर्भ और उससे संबंधित कुछ अवसंरचना हो और आपके पास आने वाले कुछ प्रकार के छात्र उन सभी कारकों की पहचान करें जो सीखने की गुणवत्ता को प्रभावित करते हैं सीखने की गुणवत्ता को कोर्स आउटकम्स और उनकी प्राप्ति के संदर्भ में परिभाषित किया गया है कि कैसे हम गुणवत्ता का उल्लेख करते हैं तो आप प्रशिक्षक के साथ प्रतिक्रियाएं भी साझा कर सकते हैं हमें आपके अनुभवों को सुनने या अनुभव करने या अपने अनुभवों को बेहतर ढंग से समझने में खुशी होगी आप इसे इस विशेष ईमेल आईडी पर भेज सकते हैं और अगली इकाई 6 में हम सामान्य कार्यक्रमों के डिजाइन और संचालन में प्रोग्राम आउटकम्स की प्रकृति और महत्व को समझते हैं और उसके बाद हम PSO में भी होंगे इसलिए PO और PSO को समझने के बाद हम आगे बढ़ेंगे कि कोर्स आउटकम्स को कैसे लिखा जाए